सप्ताह संख्या 5 में सभी को सुप्रभात जहां हमारी चर्चा का विषय रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए वास्तविक चक्र है पिछले सप्ताह में हमने गैस पावर साइकिल या गैस मानक चक्रों के बारे में बात की थी जो निश्चित रूप से चक्रों में रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी इंजनों की अवधारणा के लिए उपकरण हो सकते हैं लेकिन हम मुख्य रूप से रेसिप्रोकेटिंग इंजनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या अधिक सटीक ऑटोमोबाइल डिवाइस या ऑटोमोबाइल इंजन के लिए उपयोगी साइकिल के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं आपके द्वारा जिस चक्र पर चर्चा की गई है उनमें कार्नोट चक्र या एरिक्सन चक्र आदि बंद और खुली प्रणाली के लिए और रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग इन दोनों तरह के अनुप्रयोगों में भी परिकल्पित किए जा सकते हैं लेकिन दो चक्र जो एक चर्चा का मुख्य बिंदु है अर्थात् ओटो और डीजल चक्रों का रिसिप्रोकेटिंग इंजंस के क्षेत्र में प्रमुखता अनुप्रयोग है और इसलिए हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि पिछले सप्ताह में हमने रेसिप्रोकेटिंग इंजनों के लिए उपयुक्त आदर्श चक्र के बारे में बात की है अब हमने देखा है कि ओटो चक्र जो SI इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए उपयुक्त एक चक्र है जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के रूप में दहन प्रक्रिया की अवधारणा या कल्पना करता है जबकि डीजल चक्र जो कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन या डीजल इंजनों के लिए आदर्श चक्र है बह दहन को एक स्थिर दबाव ताप जोड़ प्रक्रिया के रूप में कल्पित करता है हीट एडिशन प्रोसेस विशेष रूप से इस चक्र के योजनाबद्ध निरूपण के बीच का एकमात्र अंतर है जो एक स्थिर दबाव पर और दूसरा स्थिर आयतन पर गर्म होता है और तदनुसार हमने उनका विश्लेषण किया है हमने उनकी प्रकृति को देखने या सीधे तुलना करने के लिए Pv और Ts प्लेन पर चक्र आरेख तैयार किए हैं हमने उनकी क्षमता कार्य उत्पादन और अन्य प्रदर्शन मापदंडों के लिए अभिव्यक्ति विकसित की है और हमने विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में उनकी तुलना भी की है और वहां से जो विकसित हुआ है वह यह है कि इंजन के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर एक संपीड़न अनुपात है आमतौर पर संपीड़न अनुपात में वृद्धि के साथ ओटो और डीजल चक्र दोनों की दक्षता में काफी तेजी से वृद्धि होती है बेशक सामान्य रूप यह बढ़ते हुए संपीड़न अनुपात के साथ थोड़ी देर में सेटल हो जाता है और इसलिए हमेशा उच्च संपीड़न अनुपात होना तर्कसंगत है क्योंकि हम व्यावहारिक सीमा पर विचार कर सकते हैं प्रैक्टिकल लिमिट ओटो साइकल के लिए सेल्फ इग्निशन टेम्प्रेचर और प्रैक्टिकल स्पेस और वज़न कांस्टेंट डीजल साइकल के लिए हो सकता है लेकिन जैसा कि हमने वहां भी उल्लेख किया है कि ये चक्र केवल आदर्शवादिता हैं अर्थात् ये सिस्टम के संचालन के लिए किसी प्रकार की ऊपरी सीमा प्रदान करते हैं लेकिन कई प्रकार के व्यावहारिक नुकसान हैं जो उन चक्रों में संभव हैं जो चक्रों से वास्तविक उत्पादन को कम करते हैं और इसलिए थर्मल दक्षता को काफी प्रभावित कर सकते हैं यह बहुत संभव है की मान लें कि मैं आपको एसआई इंजन देता हूं और इसके प्रदर्शन मापदंडों का उपयोग आदर्श ओटो चक्र मानते हुए आप एक विश्लेषण करते हैं और आपको संबंधित थर्मल दक्षता लगभग 70 मिल रही है हालाँकि अगर हम प्रायोगिक स्थिति में वास्तविक इंजन चलाते हैं तो आपको केवल 30 से 35 की दक्षता मिल रही होगी तो सैद्धांतिक भविष्यवाणी और व्यावहारिक रूप से प्राप्त मूल्यों में बहुत बड़ा अंतर है अतः आदर्श चक्र कुछ प्रकार की ऊपरी सीमा के बारे में चर्चा करता है लेकिन अगर आप इस तरह के इंजन को डिजाइन करने की तलाश में आप के प्रदर्शन के बारे में यथार्थवादी भविष्यवाणी प्राप्त करना चाहते हैं तो वे चक्र आपको बहुत दूर तक परिणाम दे सकते हैं और इसलिए उन सभी व्यावहारिक नुकसानों को ध्यान में रखना आवश्यक है जो इंजन के संचालन में मौजूद हो सकते हैं ताकि हम प्रदर्शन का अधिक यथार्थवादी अनुमान प्राप्त कर सकें और वह यह है जिस पर आप इस विशेष सप्ताह में ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं बेशक आप चक्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं लेकिन हम चक्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के नुकसान और अन्य प्रभावों के बारे में अधिक बात करेंगे और तदनुसार हम चक्र प्रदर्शन के बारे में अधिक यथार्थवादी अनुमान प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे शामिल कर सकते हैं इसलिए हम वास्तविक चक्रों और रिसिप्रोकेटिंग इंजन मुख्यता ओटो और डीजल चक्र के केस में आदर्श चक्र के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करने जा रहे हैं 12 ये कुछ आरेख हैं जो पिछले सप्ताह में ही दिखाए गए हैं यह स्टैंडर्ड रिसिप्रोकेटिंग इंजन है जिसके लिए हम जानते हैं कि पिस्टन सिलेंडर के भीतर रिसिप्रोकेट करता है आमतौर पर शीर्ष स्थिति को टॉप डेड सेंटर के रूप में संदर्भित किया जाता है और सबसे नीचे की स्थिति को बॉटम डेड सेंटर से संदर्भित किया जाता है यह टॉप डेड सेंटर स्थिति है और यह बॉटम डेड सेंटर स्थिति है और डेड सेंटर के बीच की दूरी को स्ट्रोक वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम संभवतः पहला पैरामीटर है जो हमेशा किसी भी इंजन स्पेसिफिकेशन के संदर्भ में निर्दिष्ट होता है जैसे जब भी आप टू व्हीलर के बारे में बात करते हैं हम 150 cc 125 cc या बहुत भारी टू व्हीलर के बारे में बात करते हैं हम 220 cc के बारे में बात करते हैं cc स्ट्रोक वॉल्यूम या विस्थापन वॉल्यूम के अलावा और कुछ भी नहीं है इसी तरह छोटी कारों के लिए हम 1000 सीसी इंजन के बारे में बात करते हैं सेडान के लिए हम 14 लीटर 15 लीटर इंजन की बात करते हैं और एसयूवी के लिए 2 लीटर से अधिक इंजन होता है और वह स्ट्रोक वॉल्यूम के अलावा और कुछ नहीं है टॉप डेड सेंटर के शीर्ष पर छूटा हुआ आयतन क्लीयरेंस वॉल्यूम है तो वॉल्यूम और क्लीयरेंस वॉल्यूम दोनों ही साथ मिलकर सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम को देते हैं और क्लीयरेंस वॉल्यूम के लिए कुल वॉल्यूम का अनुपात संपीड़न अनुपात है जिसे हमने आदर्श चक्रों के मामले में भी सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में पहचाना है और वास्तव में इंजन के लिए भी यही सच है हमारे पास यहां क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक तंत्र है क्रैंकशाफ्ट घूमता है और संबंधित रोटरी तंत्र क्रैंक तंत्र के क्रैंक असेंबली द्वारा पिस्टन के रिसिप्रोकेटिंग गति में परिवर्तित हो जाता है पिस्टन के 1 पूर्ण स्ट्रोक के लिए क्रैंकशाफ्ट प्रतिक्रिया का 180 0 रोटेशन उपयोग होता है और जब पिस्टन काम कर रहा है तो यह ऐसी स्थिति है जो आम तौर पर मिलती है वीडियो प्रारंभ 0645 और पिछली स्लाइड में यह एनीमेशन दिखाता है लेकिन किसी तरह यह खराब है बस इस बिंदु को देखो यह शुरू होता है यह सक्शन है अब संपीड़न है यह पावर स्ट्रोक है और अब यह निकास है सक्शन में इनलेट वाल्व कैसे खुल रहा है अब दोनों वाल्व कंबशन एग्जॉस्ट फंक्शन में बंद हो गए हैं और अब यह निकास स्ट्रोक के दौरान फिर से खुल रहा है यदि मैं इसे फिर से चलाता हूं तो यह संपीड़न है यह विस्तार और निकास वाल्व निकास स्ट्रोक के लिए खुला है जैसे ही निकास वाल्व बंद होता है इनलेट वाल्व दोबारा से खुल जाता है जिससे इनलेट या सक्शन प्रक्रिया हो सके इस तरह यह चक्र संचालित होता रहता हैसामान्य रूप से यह बहुत ही उच्च गति से संचालित होता है और कुछ चक्रों जैसे 3000 आरपीएम पर काम करना बहुत आम है 3000 आरपीएम का मतलब है कि आप एक मिनट में क्रैंकशाफ्ट की 3000 फुल रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं वीडियो समाप्त होता है 0735 इसलिए प्रति मिनट 3000 रिवोल्यूशन प्रति सेकंड 300060 रिवोल्यूशन के बराबर हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रति सेकंड 50 रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि एक सेकंड में क्रैंकशाफ्ट में 50 रिवोल्यूशन हो रही है और यदि आप चार स्ट्रोक इंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि क्रैंक शाफ्ट के दो रिवोल्यूशन या क्रैंकशाफ्ट के पूर्ण रोटेशन 4 स्ट्रोक से मेल खाते हैं जो एक पूर्ण चक्र है तो 50 रिवोल्यूशन प्रति सेकंड 502 की ओर जाता है जो कि 25 चक्र प्रति सेकंड है इसलिए यह एक बहुत तेज़ गति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और यह केवल 4 स्ट्रोक इंजन के काम करने का तरीका है यह दोबारा से एक आदर्श चक्र है पिछले सप्ताह के कार्य से दोहराया गया स्लाइड है यह वास्तविक ऑपरेशन है जहां हमारे पास शुरू करने के लिए संपीड़न स्ट्रोक है फिर हमारे पास पावर स्ट्रोक है जिसके दौरान पिस्टन एक स्पार्क के बाद टीडीसी से बीडीसी तक नीचे जा रहा है जो यहां पैदा होता है यह एक 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन है तो हमारे पास अंतिम एग्जास्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में जैसे ही सभी एग्जॉस्ट गैस निकल जाती हैं हमारे पास सक्शन स्ट्रोक फिर से शुरू हो जाता है जब पिस्टन के दौरान नए ईंधन हवा के मिश्रण के अंदर आने लिए अधिक जगह बनती है और यह एक Pv प्लेन पर संबंधित प्रतिनिधित्व है हालांकि यह एक वास्तविक चक्र है और इस अवधारणा आदर्श चक्र के रूप में माना जाता है ओटो चक्र इसकी तरह ही है जहां हमने कई वायु मानक मान्यताओं का पालन किया है और जिसके बाद हमें यह रिप्रेजेंटेशन मिलता है ओटो चक्र में हमारे पास दो आइसेंट्रोपिक प्रक्रियाएं और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रक्रिया हैं हीट एडिशन और एक कांस्टेंट वॉल्यूम है इसी प्रकार हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है बीच में हमारे पास एक आइसेंट्रोपिक सम्पीडन प्रक्रिया और एक आइसेंट्रोपिक विस्तार प्रक्रिया होती है तो यह आइसेट्रोपिक संपीड़न प्रक्रिया इस संपीड़न स्ट्रोक का प्रतिनिधित्व करती है यह आइसेंट्रोपिक विस्तार प्रक्रिया है यह शक्ति या विस्तार स्ट्रोक का प्रतिनिधित्व करता है और स्पार्क जो यहां हो रहा है वह इस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के रूप में संकल्पित किया जा रहा है और एक साथ निकास और इनलेट प्रक्रिया को इस एक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रक्रिया में जोड़ा गया है यह वायु मानक धारणा के अनुसार है यह तदनुरूप Ts प्लेन पर प्रतिनिधित्व करता है यह आम तौर पर Pv और Ts तल दोनों पर प्रत्येक मंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है क्योंकि आरेख और Pv प्लेन से घिरा क्षेत्र कुल किए गए कार्य का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है जबकि Ts प्लेन पर चक्र से घिरा क्षेत्र कुल हीट परिचय या सिस्टम को आपूर्ति की गई शुद्ध ऊष्मा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है और जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार एक चक्र से गुजरने वाली एक बंद प्रणाली के लिए हम जानते हैं कि qw जहां से हम आसानी से कह सकते हैं कि सिस्टम को आपूर्ति की जाने वाली शुद्ध ऊष्मा को उस शुद्ध कार्य आउटपुट के बराबर होना चाहिए जो आपने सिस्टम से प्राप्त किया है इसलिए कोई भी सैद्धांतिक आरेख आपको परफॉर्मेंस पैरामीटर पर कार्य उत्पादन में या दक्षता देने में सक्षम है लेकिन आम तौर पर दोनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक तार्किक है ताकि हम चक्र के लिए अधिकतम दबाव तापमान आदि के बारे में भी विचार प्राप्त कर सकें ओटो चक्र अब यह एक आदर्श चक्र है डीजल चक्र भी इसी तरह से ड्रॉ हो सकता है जैसा कि हम पिछले सप्ताह में चर्चा कर चुके हैं अब हम जल्दी से वायु मानक मान्यताओं पर नजर डालते हैं जिनका उपयोग करके हमने वास्तव में आदर्श चक्र का निर्माण किया है तो यह पहली वायु मानक धारणा है यदि आपको याद है कि मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि आपको वायु मानक धारणा याद है मैं यहाँ इसी धारणा को लिख रहा हूँ यह एक ही स्लाइड की एक प्रति है लेकिन मैंने इन मान्यताओं को फिर से व्यवस्थित किया है और कुछ आवश्यकताओं के अनुरूप है तो एक धारणा पहली धारणा थी कामकाजी माध्यम हवा है और हम इसे एक बंद प्रणाली मान रहे हैं ताकि हम मान सकें कि हवा की समान मात्रा बंद लूप के साथ लगातार घूम रही है और हम यह भी मान रहे हैं कि यहां इनलेट और निकास प्रक्रिया नहीं है इन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ ऊष्मा अस्वीकृति प्रक्रिया द्वारा बदल दिया जाता है जो आमतौर पर ओटो और डीजल दोनों चक्रों या यहां तक कि दोहरे चक्रों के मामले में प्रतिक्रिया के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है लेकिन स्टर्लिंग और एरिक्सन चक्रों के मामले में यह अलग है क्योंकि आम तौर पर इनमें हीट इंटरेक्शन आइसोथर्मल प्रक्रियाओं के रूप में होती है तो उन सभी चक्रों में जो आपने पड़े हैं सभी मामलों में कार्नोट चक्र से शुरू होते हुए एरिक्सन साइकिल तक इन सभी मामलों में हम मान रहे हैं कि इनलेट प्रक्रिया और निकास प्रक्रिया का नहीं है भले ही उन दोनों को एकल ऊष्मा अस्वीकृति प्रक्रिया में शामिल किया गया है जो ओटो डीजल और दोहरी दहन चक्र में कांस्टेंट वॉल्यूम पर है जबकि वह कार्नोट स्टर्लिंग और एरिक्सन साइकिल के मामले में आइसोथर्मल है तो ऊष्मा अस्वीकृति प्रक्रिया का उद्देश्य सिस्टम को प्रारंभिक अवस्था में वापस लाना है सिस्टम को संपीड़न प्रक्रिया के प्रारंभ के बिंदु पर वापस स्थिति में ले जाना है तो ये दोनों आदर्श हैं लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप खो रहे हैं व्यावहारिक प्रभाव या व्यावहारिक कारक क्या हैं जो वास्तव में वास्तविक ऑपरेशन के दौरान इस विशेष चीज का पालन नहीं करते हैं एक बात जो आप उपेक्षित कर रहे हैं वह इनलेट और निकास प्रक्रियाओं के दौरान फ्लकचुएशंस है इनलेट प्रक्रिया के दौरान जैसे ही ईंधन वायु मिश्रण अंदर जाता है सिस्टम के अंदर दबाव जो उतार चढ़ाव करता रहता है वास्तव में यदि आप सिर्फ दीवार के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर उसके बाहर वायुमंडलीय दबाव होता है या वायुमंडलीय दबाव से थोड़ा अधिक होता है जबकि सिलेंडर के अंदर के रूप में पिस्टन इनलेट प्रक्रिया में नीचे जाना शुरू कर देता है दबाव वायुमंडलीय से नीचे गिरता है जिससे एक मामूली वैक्यूम बनता है ताकि ईंधन वायु मिश्रण सिलेंडर में आसानी से प्रवाहित हो सके लेकिन जैसे ही यह इसमें प्रवाहित होने लगता है सिलेंडर के अंदर दबाव बढ़ने लगता है और वे वाल्व में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव का कारण बनते हैं निकास प्रक्रिया के दौरान भी यही लागू होता है इसलिए दोनों दबाव और तापमान जो फ्लकचुएट होते रहते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण अंतर से नहीं हो सकते हैं लेकिन यह बहुत संभव है जो वाल्व के डिजाइन से संबंधित कुछ मुद्दों को जन्म दे सकता है एक बड़ी समस्या या बड़ा मुद्दा जिसे आप पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं सिलेंडर गैसों की वास्तविक संरचना है जैसा कि हम काम करने के माध्यम को हवा मान रहे हैं और आदर्श चक्र में सभी चार प्रक्रियाओं के दौरान हवा कंटिनेस है लेकिन अगर आप एसआई इंजन के संचालन के लिए व्यावहारिक चक्र के बारे में सोचते हैं तो यह एक ईंधन वायु मिश्रण है जिसे आप आपूर्ति करते हैं तो इनलेट प्रक्रिया के दौरान और संपीड़न प्रक्रिया के दौरान भी आपका काम करने का माध्यम वास्तव में हाइड्रोकार्बन ईंधन और वायु का मिश्रण होता है तो यह कई गैसों का मिश्रण है जैसे हवा में मुख्य रूप से हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है जबकि ईंधन में कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं हमारे पास मीथेन और इसी तरह की चीजें हो सकती हैं या हमारे पास एथिलीन के समूह में भारी हाइड्रोकार्बन या बेंजीन के समूह में भी भारी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं इसलिए हम पूरी तरह से वास्तविक संरचना की उपेक्षा कर रहे हैं और अगर आप दहन के बाद के परिदृश्य के बारे में सोचते हैं तो हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है और अधूरे दहन के मामले में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है कभी कभी केवल कुछ जिसे हम कालिख कहते हैं वह सूखा कार्बन केवल छोटा सा कार्बन कण होता है अगर ईंधन सामग्री सल्फर की तरह कुछ हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड भी हो सकते हैं तो फिर से गैसों का मिश्रण है और जो वास्तव में इनलेट और कम्प्रेशन प्रक्रियाओं के दौरान जो हमारे पास है उससे अलग है सिलेंडर गैसों की यह संरचना जो आदर्श चक्र के दौरान पूरी तरह से समाप्त हो गई है एक चक्र पर अणुओं की संख्या में भिन्नता जिसे हम उपेक्षित कर रहे हैं इसके निहितार्थ पर शीघ्र ही चर्चा की जाएगी लेकिन जैसे ही अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है सिलेंडर के अंदर भी आनुपातिक रूप से परिवर्तन होता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण अणुओं की संख्या निश्चित रूप से बदल जाती है यह भी है कि हम उपेक्षा कर रहे हैं हम रासायनिक प्रतिक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं आप इसे हवा का एक निश्चित द्रव्यमान मान रहे हैं फिर गैस विनिमय प्रक्रिया और वाल्व का समय अब गैस विनिमय प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है मैं आपसे केवल वास्तविक चक्र के लिए एक ही आरेख पूछ रहा हूं यहाँ कुछ निशान दिखाए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिस्टन के साथ शुरू होने वाली निकास प्रक्रिया बॉटम डैड सेंटर तक पहुंचती है निकास वाल्व केवल इस बिंदु पर खुलता है इसी तरह इनलेट वाल्व यहां कहीं खुलता है और इग्निशन प्रक्रिया की चिंगारी आदर्श रूप से थी कि हम चिंगारी प्रदान करने वाले हैं यदि एक बार पिस्टन टॉप डेड सेंटर में पहुंच जाता है लेकिन चिंगारी उससे थोड़ी नीचे प्रदान की गई है इस तरह से इन चीजों को वॉल्व टाइमिंग कहा जाता है यानी कब इनलेट वाल्व को खोलना है और कब बंद करना है और निकास वाल्व कब खोलना है और कब बंद करना है और कब स्पार्क इग्निशन इंजन के मामले में स्पार्क प्रदान करना है सीआई इंजनों के मामले में ईंधन का छिड़काव कब करें ये समय बहुत महत्वपूर्ण है हम अगले व्याख्यान में वाल्व समय आरेख के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल आप इसे ले सकते हैं हालांकि आदर्श रूप से आपको डैड सेंटर पर सभी वाल्वों को खोलना और बंद करना चाहिए लेकिन व्यवहारिक रूप से बोले तो इस वाल्व को खोलने और कुछ अन्य कारकों के लिए उपयुक्त समय की आवश्यकता को देखते हम आम तौर पर इसे थोड़ा पहले खोलते हैं आदर्श रूप से खुला होना चाहिए और आदर्श रूप से बंद होने की तुलना में उन्हें बाद में थोड़ा बंद करना चाहिए निकास वाल्व को इस विशेष स्थान पर खोलना चाहिए लेकिन यह इससे पहले खुल रहा है इसी तरह यह बंद होना चाहिए जब पिस्टन टॉप डैड सेंटर तक पहुंचता है लेकिन कभी कभी हम इसे यहां कहीं अच्छी तरह से बंद कर देते हैं अतःहम वाल्व को आदर्श रूप में आवश्यकता से पहले खोल रहे हैं और आदर्श रूप से आवश्यकता की तुलना में उन्हें बहुत देरी से बंद कर रहे हैं यह चीजें वाल्व टाइमिंग से जुड़ी हैं और उसकी वजह से हमारे पास गैस एक्सचेंज की प्रक्रिया हो सकती है बस इस हिस्से पर ध्यान दें यदि इनलेट वाल्व खुलता है जैसा कि दिखाया गया है और इस विशेष स्थिति में निकास वाल्व खुलता है तो समय की एक छोटी अवधि या छोटी खिड़की होती है इस दौरान दोनों वाल्व खुले होते हैं इसलिए इसमें आने वाला फेज चार्ज संभव है कि एग्जॉस्ट गैसों के साथ मिलाया जाए और कुछ फेज चार्ज भी खत्म हो जाएं इसे कभी कभी गैस विनिमय प्रक्रिया कहा जाता है मैं अगले व्याख्यान में इस बात का अधिक उल्लेख करूंगा और अगर हम उन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो यह एक तरह का नुकसान है इसी तरह निकास प्रक्रिया के अंत में नीचे की ओर झटका वाल्व को खोलने के लिए आमतौर पर यह सभी वाल्व अंदर की ओर खुले होते हैं इसलिए जब भी हम वाल्व खोलने की कोशिश कर रहे हैं हमने निकास के दबाव के खिलाफ वाल्व खोला है मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यह एक सिलेंडर है और यह अब निकास वाल्व है जब पिस्टन इस दिशा में आने लगता है तो यह वास्तव में निकास वाल्व के खिलाफ गैसों को मजबूर करता है और इसलिए यदि आप निकास वाल्व को खोलना चाहते हैं तो हमने इसे निकास गैसों के बढ़ते दबाव के खिलाफ खोल दिया है ताकि कुछ अतिरिक्त कार्य इनपुट की आवश्यकता होगी इससे बचने के लिए कि हम क्या करते हैं इससे पहले कि पिस्टन इस बॉटम डैड सेंटर की स्थिति में पहुंच जाए और वापस इस स्थिति में आ जाए हम यहां से वाल्व खोलेंगे इसलिए जैसा कि पिस्टन नीचे जा रहा है वाल्व की आंतरिक सतह पर वाल्व पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है इसे खोलना आसान था लेकिन जैसे ही हम निकास वाल्व को खोलते हैं जो वस्तुतः विस्तार प्रक्रिया का अंत है तो इस विशेष चीज को ब्लो डाउन या एग्जॉस्ट वाल्व ब्लो डाउन के रूप में संदर्भित किया जाता है यानी फिर से एक प्रकार का नुकसान ये वास्तविक नुकसान हम अगले व्याख्यान में अधिक बात करेंगे इसलिए ये सभी नुकसान हैं जो पहले दो मान्यताओं के कारण हो रहे हैं इन सभी कारकों की हम उपेक्षा कर रहे हैं इसी तरह हम सभी हवा को एक आदर्श गैस मान रहे हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से आप जानते हैं कि यह कुछ निश्चित तापमान स्थितियों के तहत आदर्श गैस व्यवहार से विचलित हो सकता है जिससे जानकारी का कुछ नुकसान हो सकता है इसके अलावा हवा को आदर्श गैस मानकर हम इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी या विशिष्ट ऊष्मा जोकि अकेले तापमान का फंक्शन होता है जैसे गुणों पर विचार कर रहे हैं लेकिन विशेष रूप से कुछ स्थितियों में जब आप बहुत उच्च दबाव पर बात कर रहे हैं तो ये गुण दबाव के साथ साथ काफी भिन्न हो सकते हैं जैसे ओटो चक्र के मामले में इसलिए उस दबाव निर्भरता को हम चित्र से बाहर निकाल रहे हैं और इसलिए हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं हम सभी प्रक्रियाओं को आंतरिक रूप से अपरिवर्तनीय बनाने के लिए चक्र मान रहे हैं इसलिए हम घर्षण के नुकसान की उपेक्षा कर रहे हैं लेकिन घर्षण हमेशा बहुत महत्वपूर्ण कारक हो सकता है और यह एक नुकसान है जिसे हम कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं यह अंतर का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है जो आदर्श चक्र दक्षता और वास्तविक चक्र दक्षता के बीच मौजूद हो सकता है व्यावहारिक इंजन में घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग तेल जोड़ते हैं और यह लुब्रिकेटिंग तेल ईंधन के एक गुण को बदलकर ईंधन के साथ मिश्रित हो सकता है संदूषण वाला हिस्सा या संदूषण प्रभाव भी हम उपेक्षित कर रहे हैं फिर हम पूरी तरह से दहन प्रक्रिया की उपेक्षा कर रहे हैं दहन प्रक्रिया को प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किया जाता है जो बाहरी स्रोत से ऊष्मा को जोड़ने की अनुमति देता है ऑटो साइकिल के किस्सेमे हम यह मान रहे हैं कि दहन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन पर हो रहा हूं और डीजल साइकिल के केस में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन पर होता है जबकि स्टर्लिंग और एरिक्सन चक्रों में हम इसे आइसोथर्मल हीट एडिशन मान रहे हैं और यह दहन प्रक्रिया इसलिए हम पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से वास्तविक चक्र संचालन में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि इस मामले में एसआई इंजन दहन तात्कालिक होता है व्यावहारिक रूप से इसके लिए परिमित समय की आवश्यकता होती है और जैसे दहन प्रगति करता है गैसों की संरचना में क्रमिक परिवर्तन होता है और दहन उत्पादों के पृथक्करण जब यह बहुत उच्च तापमान पर जाता है तो दहन के उत्पाद मूल उत्पादों या मूल अभिकारकों को वापस अलग कर देते हैं जिन्हें पृथक्करण कहा जाता है यह महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और हम जल्द ही इस बारे में भी बात करेंगे सीआई इंजनों के मामले में अधूरा दहन होना बहुत संभव है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए पूर्ण दहन की बजाए हाइड्रोकार्बन जिसकी आप आपूर्ति कर रहे हैं वह कुछ इंटरमिटेंट हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है जो कि अधूरे दहन की ओर अग्रसर होगा और जो थर्मल दक्षता को प्रभावित करेगा अतः जब तक हम पूरी तरह दहन प्रक्रिया को सिम्युलेट नहीं कर लेते तब तक हम इन कारकों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे और सिलेंडर की दीवारों को ऊष्मा हस्तांतरण भी गैसों के तापमान स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है हालांकि हम हमेशा एक सिलेंडर की दीवारों को एडियाबेटिक होने का अनुमान लगा सकते हैं या सिलेंडर की दीवारों को कोई ऊष्मा का नुकसान नहीं है लेकिन इस तरह का ऊष्मा रिसाव विशेष रूप से यह देखते हुए कि ऐसे मामलों में तापमान 1500 से 2000 K या उससे अधिक हो सकता है इस तरह के रिसाव अपरिहार्य हैं और अंत में हम विशिष्ट ऊष्मा को स्थिर मान रहे हैं जो संभवतः कम से कम सैद्धांतिक से है जो शायद त्रुटि का सबसे बड़ा स्रोत है जिसका हम सामना कर सकते हैं क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा तापमान का एक मजबूत फंक्शन तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है अतः वायु मानक मान्यताओं में से प्रत्येक के कारण हम कुछ खो रहे हैं मुझे कहना चाहिए कि हम कुछ अन्य बाहरी कारकों को समाप्त कर रहे हैं जो वास्तविक चक्र भविष्यवाणी या वास्तविक चक्र प्रदर्शन और आदर्श चक्र भविष्यवाणी के बीच विचलन को जन्म देते हैं और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें से कम से कम कुछ सभी के लिए संभव नहीं है अभी भी सैद्धांतिक रूप से ध्यान रखा जा सकता है और इसके लिए हम कुछ को ईंधन वायु चक्र के रूप में मानते हैं ईंधन वायु चक्र आदर्श चक्रों का एक संशोधन है जहां सभी कारकों में से जिन्हें मैंने पिछली स्लाइड में सूचीबद्ध किया है सभी नहीं बल्कि जिन चार कारकों पर हम विचार कर रहे हैं उनमें से चार या हम वास्तविक चक्र में जोड़ रहे हैं फैक्टर नंबर 1 सिलेंडर गैसों की वास्तविक संरचना ईंधन वायु चक्र में बस मैं दोहराता हूं कि हम इन कारकों को आदर्श चक्र में जोड़ रहे हैं जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं ओटो और डीजल चक्र की तरह जो हमने पिछले सप्ताह में चर्चा की है इन आदर्श चक्रों पर हम चार कारकों को जोड़ रहे हैं जिसमें ईंधन वायु चक्र है और पहला कारक सिलेंडर गैसों की वास्तविक संरचना है इसलिए हम एक SI इंजन के सक्शन और कम्प्रेशन स्ट्रोक के दौरान मिश्रण की सही संरचना पर विचार करने जा रहे हैं जबकि हम दहन प्रक्रिया के बाद दहन उत्पादों के मिश्रण के बारे में बात करेंगे हालांकि CI इंजन के मामले में आपको मिश्रण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि CI इंजन में हम जानते हैं कि यह केवल हवा है जो केवल सक्शन मैं सप्लाई होती है और संपीड़न प्रक्रिया है जो केवल हवा है तो उन दो प्रक्रियाओं के दौरान CI इंजन या डीजल चक्र के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा हालांकि पोस्ट दहन प्रक्रियाओं के दौरान हमें दहन गैसों की संरचना पर विचार करने की आवश्यकता होती है फिर दूसरा कारक जिसे हम मानते हैं वह विशिष्ट ताप तापमान की भिन्नता है संभवतः साइकिल के प्रदर्शन पर ऊष्मा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है फिर पृथक्करण का प्रभाव यानी प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया या मुझे कहना चाहिए कि रिवर्स प्रतिक्रिया जो बहुत उच्च तापमान पर हो सकती है जिसका ध्यान रखा जाएगा और अणुओं की संख्या में भिन्नता भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है और हम शीघ्र ही देख पाएंगे तो ये चार कारक हैं जिन्हें आप ईंधन वायु चक्र के मामले में विचार करने जा रहे हैं ये चार चक्र हैं जिन्हें आप ईंधन वायु चक्र प्राप्त करने के लिए आदर्श चक्रों में जोड़ने जा रहे हैं बेशक ईंधन वायु चक्र में कई कारकों को मानते हैं जैसे दहन से पहले ईंधन या वायु संरचना में कोई रासायनिक परिवर्तन तो नहीं तो रासायनिक प्रतिक्रिया केवल दहन के बिंदु पर शुरू होगी लेकिन सच्चे इंजन में तापमान में बदलाव के साथ कुछ पूर्व दहन प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जो यहां उपेक्षित हैं हम केवल उस बिंदु से रासायनिक संरचना में किसी भी बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं जहां दहन शुरू किया गया है फिर दहन के बाद हमेशा रासायनिक संतुलन में मिश्रण एक महत्वपूर्ण धारणा है तब हम गैसों और सिलेंडर की दीवारों के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं मान रहे हैं हमने देखा है कि इससे उन प्रकार के ताप रिसावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें हम एडियाबेटिक दीवारों की उपेक्षा कर रहे हैं फिर घर्षण की भी उपेक्षा की जाती है घर्षण रहित संपीड़न और विस्तार प्रक्रियाओं को माना जाता है फिर सिलेंडर के अंदर नगण्य द्रव गति इस तरह के तेज गति प्रतिरोध के कारण द्रव स्वयं सिलेंडर के अंदर जा सकता है लेकिन उस द्रव की गति उस गतिज ऊर्जा के अनुरूप होती है जिसे आप उपेक्षित कर रहे हैं हम एक आपूर्ति प्रक्रिया के दौरान ईंधन को पूरी तरह से वाष्पीकृत और हवा के साथ पूरी तरह से मिश्रित मान रहे हैं इसलिए जैसा कि हम ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं हम मान रहे हैं कि गैस ईंधन जो गैसोलीन है पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गया है और हम इस ईंधन और हवा का एक आदर्श मिश्रण तैयार करने में सफल हैं और उसके बाद ही इसे आपूर्ति की जाती है इसी तरह आप तात्कालिक रूप से कांस्टेंट वॉल्यूम में दहन को भी मान रहे हैं बेशक ये अंतिम दो बिंदु केवल SI इंजन आधारित चक्रों के लिए लागू होते हैं क्योंकि CI इंजन आधारित चक्रों में हम कांस्टेंट दबाव में दहन करते हैं और केवल हवा की आपूर्ति करते हैं तो यह अंतिम दो बिंदु केवल SI इंजन के लिए है और CI इंजन के लिए लागू नहीं हैं तो अब हम एक के बाद एक इन सभी चार कारकों पर विचार करते हैं लेकिन इससे पहले मैं केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वायु मानक चक्र के मामले में साइकिल आदर्श चक्र हैं जिनके बारे में हमने वहां चर्चा की है सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर क्या है जिसे आपने पहचाना है जो आदर्श चक्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है यह एक संपीड़न अनुपात है और शायद यही एकमात्र कारक है जिस पर हम विचार कर सकते हैं CI इंजन के मामले में हम इसमें कट ऑफ अनुपात जोड़ सकते हैं ईंधन वायु चक्र पहला प्रयास है जहां हम गैसों की वास्तविक संरचना पर विचार कर रहे हैं यह ईंधन की प्रकृति है ईंधन वायु मिश्रण की प्रकृति जो देखने में आती है और इसलिए हम वास्तविक इंजन प्रदर्शन के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कारक का विश्लेषण कर सकते हैं जो ईंधन वायु अनुपात है ईंधन वायु अनुपात है FA ratioṁfṁa जो कुछ नहीं बल्कि मिश्रण में हवा के द्रव्यमान से विभाजित ईंधन के द्रव्यमान या वायु के द्रव्यमान प्रवाह दर से ईंधन के द्रव्यमान दर को हम द्रव्यमान दर कह सकते हैं एक मिश्रण में मौजूद ईंधन और हवा का यह द्रव्यमान इस ईंधन वायु अनुपात द्वारा दर्शाया गया है कभी कभी हम दूसरी चीज के बारे में भी बात करते हैं जो वायु ईंधन अनुपात है वायु ईंधन अनुपात कुछ नहीं है लेकिन मिश्रण में मौजूद ईंधन के द्रव्यमान से हवा के इस द्रव्यमान के ठीक विपरीत है AF ratioṁaṁf इसलिए संपीड़न अनुपात के बाद यह संभवतः दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है लेकिन जैसा कि हम मान रहे हैं कि आदर्श चक्र के मामले में हवा काम करने का माध्यम है ईंधन चक्र या ईंधन वायु अनुपात आदर्श चक्र के मामले में कभी ध्यान में नहीं आता है लेकिन हम इस ईंधन हवा चक्र में विश्लेषण कर सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि आप ईंधन वायु चक्र के लिए इतनी बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि उल्लेख किया गया है कि आदर्श चक्र द्वारा अनुमानित दक्षता वास्तविक चक्र दक्षता से बहुत दूर हो सकती है हालाँकि आमतौर पर हमने देखा है कि वास्तविक चक्र की दक्षता ईंधन वायु चक्र द्वारा अनुमानित दक्षता के काफी करीब हो सकती है यह अच्छी तरह से ईंधन वायु चक्र द्वारा बनाई गई दक्षता के 85 से 90 की सीमा में हो सकता है और इसलिए ईंधन वायु चक्र की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है और निश्चित रूप से आप दक्षता के लिए एक अभिव्यक्ति विकसित नहीं करने जा रहे हैं बल्कि हम इन चार कारकों के प्रभाव की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और एक बार जब हम जान जाते हैं कि हम ठीक से संशोधित चक्र को रेखित कर सकते हैं तब हम वहां से दक्षता की गणना कर सकते हैं और यह दक्षता व्यवहार में मिलने वाली के बहुत करीब है अभी भी कुछ अंतर क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह धारणा है कि हम किसी भी तरह के घर्षण नुकसान की उपेक्षा कर रहे हैं हम किसी भी तरह के ऊष्मा रिसाव की उपेक्षा कर रहे हैं हम उस रासायनिक गैर संतुलन की उपेक्षा कर रहे हैं जो सिस्टम में मौजूद हो सकता है यह सब कुछ 10 15 प्रभाव हो सकता है जो वास्तविक चक्र दक्षता को कम करता है यहां तक कि ईंधन वायु दक्षता को भी ईंधन वायु धारणा का उपयोग करके हम एक चक्र में मौजूद अधिकतम दबाव और तापमान का सही अनुमान लगा सकते हैं आदर्श चक्र द्वारा बनाई गई दबाव का तापमान फिर से वास्तविक ऑपरेशन से बहुत दूर हो सकता है लेकिन ईंधन वायु चक्र चक्र के अधिकतम दबाव और तापमान के बारे में काफी उचित अनुमान देता है और चक्र प्रदर्शन पर विभिन्न मापदंडों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में भी काफी उचित अनुमान है और इसलिए डिजाइन और निर्माण के दृष्टिकोण के लिए ईंधन वायु चक्र संभवतः अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन निश्चित रूप से यह आदर्श चक्र को कम नहीं कर सकता है क्योंकि यह आदर्श चक्र है जिसने हमें अवधारणा चित्रण की अनुमति दी है हम आदर्श चक्र पर इन चार कारकों को जोड़कर एक ईंधन वायु चक्र बना रहे हैं तो आदर्श चक्र पहले आता है फिर हम ईंधन वायु चक्र के रूप में अधिक यथार्थवादी अनुमान प्राप्त करने के लिए इस कारक को जोड़ रहे हैं और उस पर एक बार हम उन कारकों को जोड़ सकते हैं जो घर्षण आदि तो हमें वास्तविक चक्र संचालन मिलता हैं तो पहला कारक सिलेंडर गैसों की वास्तविक संरचना है मिश्रण की वास्तविक संरचना जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि यह महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है और जैसा कि परिवर्तन होता है मिश्रण से संबंधित गुण भी बदल सकते है जैसे जो कुछ हवा की प्रॉपर्टी हो सकती है हम कहते हैं अगर हम विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात करते हैं तो जो कुछ भी हवा की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के मिश्रण में विशिष्ट ऊष्मा का बहुत अलग मूल्य हो सकता है इसलिए हमें सिलेंडर गैसों की उचित संरचना को जानना होगा और इस संयोजन में मैं एक शब्द का परिचय देना चाहूंगा जिसे स्टोइकोमेट्रिक अनुपात या स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण के रूप में जाना जाता है स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण ईंधन और हवा के मिश्रण को संदर्भित करता है जिसमें ठीक उसी हवा की मात्रा होती है जो इसके पूर्ण दहन के लिए आवश्यक होती है मैं दोहराता हूं एक स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण ईंधन और हवा के मिश्रण को संदर्भित करता है जिसमें ठीक उसी मात्रा में हवा होती है ठीक उसी मात्रा में हवा में ईंधन की मात्रा का पूरा दहन होता है जैसे अगर हम मीथेन को ईंधन के रूप में उपयोग करते हुए सरल रासायनिक प्रतिक्रिया पर विचार करते हैं तो हमारे पास है CH4 2O2 → CO2 2H2O यह एक पूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया है और यह सभी अर्थों में पूर्ण है या सभी अर्थों में पूर्ण नहीं है क्योंकि मीथेन के दहन के लिए व्यावहारिक इंजन में हम शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं और हवा को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है और आम तौर पर मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 376 गुना होता है इसलिए जब भी आप ऑक्सीजन के किसी 1 मोल की आपूर्ति कर रहे होते हैं तो 376 किलोग्राम नाइट्रोजन भी उसी के साथ आती है और इसलिए इस प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें उत्पाद पक्ष पर नाइट्रोजन के इस 376 मोल की भी आवश्यकता है CH4 2O2 376N2 → CO2 2H2O 2 × 376N2 यह एक अक्रिय प्रकार की गैस है इसमें जो वजन आता है वह उसी तरह से निकल जाता है अब यह एक पूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया है तो दहन 1 मोल मीथेन का पूरा दहन करने के लिए हमें कितनी हवा की आवश्यकता है हम एक बहुत ही सरल गणना कर सकते हैं तो मीथेन के 1 मोल यदि हम रफ मान लेते हैं तो हम मीथेन के 1 मोल के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं मुझे कहना चाहिए कि 1 किलो मोल मुझे लिखना चाहिए यह एक सामान्य एसआई प्रतीक है इसलिए यह कार्बन है 12 प्लस हाइड्रोजन है हम सिर्फ मूल्यों को अनुमानित कर सकते हैं आप चाहते हैं तो यह 16 किलोग्राम के बराबर है 1 किलो मोल 16 किलोग्राम है फिर इसी हवा के कारण हम 2 में 1 मोल आक्सीजन है जो कि लगभग 32 है हम लगभग संख्याओं को ध्यान में रखते हुए केवल 376 की संख्या ले रहे हैं नाइट्रोजन में लगभग 376 है इसलिए लगभग 27456 किलोग्राम स्टोयोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो आता है रासायनिक समीकरण इस प्रकार है 1 kmol of CH4 → 124×1 16 kg Air → 232 376 × 28 2745 इसलिए 1 मोल मीथेन के पूरे दहन के लिएयहां से हमें वह मिलता है जो कि लगभग 16 किलोग्राम मीथेन है हमें 274356 किलोग्राम हवा की आपूर्ति करनी है और उनके संबंधित स्टोइकोमेट्रिक अनुपात होगा ईंधन के द्रव्यमान से विभाजित हवा का द्रव्यमान और इस मामले में हवा का द्रव्यमान 27456 द्वारा विभाजित 16 आपकी संख्या लगभग 1716 है तो मीथेन का स्टोइकोमीट्रिक वायु ईंधन अनुपात लगभग 1716 है Stoichiometric AF ratio27456161716 व्यावहारिक हाइड्रोकार्बन ईंधन के लिए आम तौर पर 14 से 16 की सीमा में भिन्न होता है स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात व्यावहारिक गैसोलीन या ईंधन के डीजल समूह के लिए यह 14 से 16 की सीमा में है इसलिए स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात एक विचार देता है बिल्कुल या मुझे पूर्ण दहन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हवा की न्यूनतम मात्रा कहनी चाहिए सही मायने में अगर आप हवा की इस मात्रा को प्रदान करते हैं तो हम पूरी तरह से दहन नहीं देख सकते हैं क्योंकि दहन की पूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि ईंधन का प्रत्येक अणु ऑक्सीजन के संपर्क में आने में सक्षम है या नहीं लेकिन सैद्धांतिक रूप से हवा की इस मात्रा को बोलते हुए मीथेन के पूर्ण दहन को सुनिश्चित करना चाहिए और उत्पाद में हमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होना चाहिए कोई मीथेन नहीं बचा है कोई कार्बन मोनोऑक्साइड और आंतरायिक उत्पाद नहीं है और एक और पैरामीटर मुझे यहां परिभाषित करना है जिसे समतुल्य अनुपात कहा जाता है व्यावहारिक संचालन के दौरान स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात की सटीक आपूर्ति करना संभव नहीं है हम आम तौर पर हवा की अतिरिक्त मात्रा या हवा की कम मात्रा की आपूर्ति करते हैं और उस कारक को इस समतुल्य अनुपात के संदर्भ में मापा जाता है समतुल्य अनुपात आमतौर पर ϕ के द्वारा परिभाषित किया गया है Equivalence ratio Stoichiometric AF ratioActual AF ratio यदि हम स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात के बारे में भाग वास्तविक वायु ईंधन अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं तो इस अनुपात को हम समतुल्य अनुपात कह रहे हैं जैसे अगर हम किसी दिए गए के बारे में बात करते हैं यदि आप सिर्फ मीथेन के उदाहरण के साथ वापस जाते हैं तो हम 16 किलो या 1 kmol मीथेन का पूरा दहन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक लिखा जा सकता है जैसे कि स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात होगा 2745616ma16 तो यह हमें देता है 2745616mactual इसलिए जब हम ईंधन की निश्चित मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हवा की इसी मात्रा के संदर्भ में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जब यह ϕ 1 से कम है तो इसका क्या मतलब है जब ϕ 1 के बराबर है का मतलब क्या है यह केवल स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण के बारे में बात कर रहा है वास्तविक स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन एक दूसरे के बराबर हैं और आपको केवल हवा के स्टोइकोमेट्रिक मात्रा की आपूर्ति की जाती है जब ϕ एक से कम होता है अर्थात हमने पूर्ण दहन के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में हवा की आपूर्ति की है और उस मिश्रण को एक लीन मिश्रण के रूप में जाना जाता है उस विशेष ईंधन मिश्रण को एक लीन मिश्रण के रूप में जाना जाता है लीन होने का मतलब है कि उसमें अधिक हवा होना आवश्यक है हमने स्टोइकोमीट्रिक विचार के लिए आवश्यक से अधिक हवा की आपूर्ति की है जबकि ϕ 1 से अधिक है इसका क्या मतलब है फिर हमने आपके द्वारा उस समृद्ध मिश्रण को आवश्यकता से कम मात्रा में आपूर्ति की है समृद्ध मिश्रण का मतलब है कि हमें अधिक हवा की आपूर्ति करनी है या जो भी न्यूनतम मात्रा में हवा की आवश्यकता है वह आपूर्ति नहीं की है कि हमने कम आपूर्ति की है या अन्य दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि दी गई हवा की मात्रा हमने अधिक मात्रा में ईंधन की आपूर्ति की है यही कारण है कि यह लीन और समृद्ध है अब यह संरचना जब हम सिलेंडर गैसों की इस संरचना के बारे में बात कर रहे हैं तो यह स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात और तुल्यता अनुपात चित्र में आता है क्योंकि यह दृढ़ता से सिलेंडर गैसों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है यह एक आरेख है जहां हम क्षैतिज अक्ष पर संपीड़न अनुपात और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर थर्मल दक्षता है यह हवा मानक दक्षता है संपीड़न अनुपात के रूप में वायु ईंधन बढ़ता है अब इस वास्तविक आरेख को देखें अब जब आप 100 के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वास्तव में स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि वास्तविक भविष्यवाणी और वायु मानक भविष्यवाणी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है या आप कह सकते हैं कि यह अंतर एक लाल है जो आदर्श चक्र वायु मानक चक्र से मेल खाता है और बैंगनी रेखा स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण के साथ काम करने वाले ईंधन वायु चक्र से मेल खाती है और अब जैसे जैसे रचना बदलती है अगर हम मिश्रण को दुबला बनाते हैं और हवा की अधिक मात्रा देख सकते हैं तो दक्षता वास्तव में बढ़ जाती है जब आप 120 तक जाते हैं जबकि जब हम एक समृद्ध मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं तो इस मामले में समतुल्य अनुपात 1 से अधिक है अतः मिश्रण समृद्ध है या आप कह सकते हैं कि हमने स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण के लिए 80 हवा की आपूर्ति की है तब हम दक्षता में कमी कर रहे हैं तो व्यावहारिक इंजन में लीन मिश्रण आपको बेहतर प्रदर्शन देता हैं बेशक यहां कुछ सीमा है इसका मतलब यह नहीं है कि आप अधिक से अधिक हवा जोड़कर रख सकते हैं लेकिन आम तौर पर एक लीन मिश्रण 120 से 130 की सीमा में या 08 से 09 की सीमा में समतुल्यता अनुपात की हमें दक्षता की एक उच्च श्रेणी मिलती है अतः निश्चित रूप से सिलेंडर गैसों की संरचना प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है इन मूल्यों के बारे में सैद्धांतिक भविष्यवाणी करने के लिए हम विभिन्न दहन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं और अब डिजिटल कंप्यूटर के साथ एक दिन हम आसानी से दहन विश्लेषण के लिए जा सकते हैं अगला कारक यानी तापमान के साथ विशिष्ट ऊष्मा में भिन्नता है यह एक ऐसी चीज है जिसका हम सीधे चक्रों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं विशिष्ट हीट तापमान का मजबूत फंक्शन हैं जब हम कम तापमान के बारे में 300 से 1500 K की सीमा में कुछ कहते हैं तो यह आम तौर पर होता है CP a b1 T और इसी तरह Cv ā b1 T यह सामान्य रूप से 300 से 1500 केल्विन की सीमा में है और इन दोनों के बीच क्या संबंध है CP - Cv a −ā R R गैस स्थिरांक है इसलिए CP और Cv का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है और इस मामले में CP और Cv लगभग इस तापमान सीमा पर एक रैखिक संबंध का अनुसरण करते हैं और अब हम उच्च तापमान पर जाते हैं तो CP द्विघात फंक्शन बन जाता है जो कुछ इस प्रकार है CP a b1T b2T2 और इसी तरह Cv ā b1T b2T2 यह तब होता है जब तापमान 1500 K से अधिक होता है जो कि आईसी इंजन के मामले में काफी सामान्य है तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक तापमान बढ़ता है विशिष्ट ऊष्मा बहुत तेजी से बढ़ती रहती है अगर मैं आपको एक सरल उदाहरण दे सकता हूं अगर हम वायु के बारे में बात करें तो CP सामान्य वायुमंडलीय तापमान जैसे कि 300 K पर लगभग 1005 kJkgK है तो यह T300 K पर है जबकि T2000 K पर जाने पर यह 1345 kJkgK हो जाता है विशिष्ट ऊष्मा के मूल्य में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है इसी परिवर्तन से Cv भी हो सकता है ठीक उसी तरह जिसका अर्थ है कि आप R को वायु के लिए प्रतिस्थापित करते हैं Cv का मान भी प्राप्त किया जा सकता है और CP और Cv में परिवर्तन K के संदर्भ में सीधे परिलक्षित होता है और अगर आप ओटो चक्र दक्षता के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि दक्षता को ओटो चक्र के लिए आदर्श थर्मल दक्षता के रूप में भविष्यवाणी की जाती है thotto1 1rk 1 अब यह r एक डिजाइन पैरामीटर है क्योंकि संपीड़न अनुपात टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के स्थान पर निर्भर करता है तो दिए गए इंजन के लिए संपीड़न अनुपात तय है लेकिन k गैस मिश्रण की एक संपत्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और k CP और Cv का अनुपात है kCpCv इसलिए यदि आप इस विशेष संबंध का उपयोग करते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं CvRCv अर्थात k1RCv अब जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हम देख सकते हैं कि Cv बढ़ता है तो k का क्या होगा जैसे जैसे Cv बढ़ता जाएगा k की कमी होती जाएगी और इसलिए यह सीधे थर्मल दक्षता और अन्य सभी समान गणनाओं को प्रभावित करने वाला है आइए हम मानक ओटो चक्र आरेख की जांच करें यह मानक ओटो चक्र आरेख है जहां हम बिंदु संख्या 1 से संपीड़न प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और बिंदु संख्या 2 पर जाने के लिए isentropic प्रक्रिया को मान रही है अब हम जानते हैं कि T2rk 1 अब जैसा कि सम्पीडन प्रक्रिया चलती है तापमान भी बढ़ता रहता है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे विशिष्ट ताप बदलते हैं और विशिष्ट ताप परिवर्तन के रूप में इसी k में कमी आएगी फिर इसका क्या असर होगा चूंकि एक विशिष्ट ऊष्मा बदल रही है अतः यदि हम आरेख को संशोधित करते हैं तो आपकी वास्तविक संपीड़न रेखा k में परिवर्तन के कारण इस से भटकना शुरू कर देगी क्योंकि तापमान जो एक विशेष बिंदु पर है इस संबंध के साथ क्रेडिट कर दिया जाता है जो अब मान्य नहीं है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है k लगातार कम हो रहा है और संपीड़न के अंत में हम बिंदु पर पहुंच सकते हैं यहां कहीं 2' है यह T2' T2 से काफी कम हो सकता है याद रखें कि वॉल्यूम 2 और 2' दोनों के लिए समान है क्योंकि वे दोनों TDC स्थान के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यह केवल तापमान के साथ विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन या तापमान के साथ k के मूल्य में इसी कमी के कारण बिंदु 2 से 2 तक नीचे आता है तो इस तरह हमारे पास अंक 2' के स्थान में कमी है और अब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के बारे में बात करते हैं बिंदु 2 से शुरू करने के बजाए और यहाँ बिंदु 2' से शुरू करें अब यदि आप आदर्श प्रक्रिया में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा दे रहे हैं qincvT3 T2 वास्तविक प्रक्रिया में जो पहले से ही हमारे पास बिंदु 2' से नीचे है qin वही रहता है लेकिन यहाँ है cvT3 T2 हम पहले से ही बिंदु 2' पर हैं जो कि किस तापमान पर है और हीट एडिशन के दौरान CV तापमान के साथ और भी बढ़ जाएगा जिससे 3 की इस जगह में और कमी आएगी और हीट एडिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और अंत में यहाँ केवल 3' ही हो सकती है तो 2 संपीड़न प्रक्रिया के अंत को इंगित करने वाला बिंदु है और 3 दहन प्रक्रिया का अंत होगा 2 और 2 के बीच का यह अंतर 3 और 3 के बीच आगे प्रकट हुआ है क्योंकि 3 कम आया है या 3 से नीचे आया है क्योंकि इस 2 की निचली स्थिति प्लस तापमान की वृद्धि के साथ Cv में और भी कमी हुई है हीट एडिशन प्रक्रिया के दौरान तापमान तेजी से बढ़ता है तदनुसार Cv भी बहुत तेजी से बढ़ता है और यदि qin स्थिर रहता है तो Cv में वृद्धि होती है और तापमान हमेशा छोटा होता है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है और यह एक कांस्टेंट आयतन प्रक्रिया है इसलिए जैसे जैसे अंतिम तापमान कम होता जाएगा अंतिम दबाव भी कम होता जाएगा तो आदर्श स्थिति में आपके पास होना चाहिए P3T3P2T2 यह आदर्श स्थिति है हम यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ मिल रहे हैं P3T3P2T2 3 और 2 के रूप में सभी कम स्थान पर आ गए हैं इसलिए P3' भी वास्तविक P3 से कम होगा इसी तरह यहाँ हमारे पास P3 के सैद्धांतिक मूल्य से कम T3' है तो यह चक्र की अभिव्यक्ति में इसके लिए महत्वपूर्ण संशोधन है अब विस्तार की प्रक्रिया के बारे में क्या है विस्तार की प्रक्रिया के दौरान यदि विशिष्ट यह स्थिर रहता है तो हमें कुछ हद तक एक पंक्ति मिल रही होगी मुझे ठीक से रेखित करने दें आपकी रेखा कुछ इस तरह से यहां समाप्त होगी आपको बिंदु देने के लिए 4 और 4 1 निकास प्रक्रिया है लेकिन वास्तव में यह विस्तार हो रहा है तापमान का क्या हो रहा है जैसा कि विस्तार हो रहा है तब तापमान अब घट रहा है और जब तापमान घट रहा है तो Cv भी तदनुसार बढ़ता है और k बढ़ता है अब जैसे जैसे k इस मामले में बढ़ता जा रहा है रेखा अब उच्च दिशा में बढ़ना शुरू कर देगी अब जैसे जैसे k तापमान बढ़ रहा है इस हरे रंग की ग्रीन लाइन की पुष्टि बढ़ेगी जो 3 से 4 तक खींची जाती है जो वास्तव में विशिष्ट ताप में बदलावों पर ध्यान नहीं देती लेकिन यदि आप तापमान में वृद्धि के साथ विशिष्ट ऊष्मा के परिवर्तनों पर विचार करते हैं तो आपकी रेखा कुछ इस तरह की होगी और यहाँ कहीं खत्म होगी इसलिए हमारे पास एक बिंदु 4 होगा जो चक्र के अंत का प्रतीक है इसलिए प्रक्रिया 1 2 के दौरान हम तापमान के स्तर में कमी कर रहे हैं और इसलिए संपीड़न के अंत में अंतिम तापमान दोनों आदर्श चक्र के तापमान और दबाव को कम करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के दौरान फिर से विशिष्ट परिवर्तन हो रहा है इस वजह से आदर्श चक्र की तुलना में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के अंत में अंतिम तापमान और दबाव काफी कम है और इसी तरह विस्तार के अंत में तापमान और दबाव भी आदर्श चक्र की भविष्यवाणी से कम है हालांकि तापमान में कमी और इसी के k के मूल्य में वृद्धि के कारण किसी प्रकार की वसूली होती है अतः यदि हम सभी कारकों को जोड़ते हैं तो यह वह आरेख है जो आपके पास है यहां 1 2 3 4 आदर्श ओटो चक्र है यह बिंदीदार पीली रेखा संपीड़न प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है वास्तविक संपीड़न प्रक्रिया बिंदु 2 का उपयोग करके 2' से नीचे आती है फिर 2 से 3 वास्तविक दहन प्रक्रिया है तब आप देख सकते हैं कि काली रेखा में दो रेखाएँ नहीं हैं बिंदीदार काली रेखा विस्तार के दौरान विशिष्ट परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखती है जबकि बिंदीदार लाल रेखा जो मैं इस विशेष रेखा के बारे में बात कर रहा हूं जो तापमान में कमी के कारण विस्तार प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन के वास्तविक चक्र को ध्यान में रखती है इसलिए यह ठीक से नहीं लिखा गया है यह 4' होना चाहिए यहाँ इस 4 बिंदु को विस्तार के दौरान विशिष्ट परिवर्तनों की उपेक्षा करते हुए पहचाना गया है हालाँकि 3 से 4 एक सच्ची विस्तार प्रक्रिया है जो तापमान में कमी और केवल विस्तार प्रक्रिया में k की इसी वृद्धि को ध्यान में रखती है तो अब आप दोनों आरेखों को देखें आपको चक्र से सैद्धांतिक काम उत्पादन मिलेगा इसलिए Wnettharea 1 2 3 4 1 हालांकि इस ईंधन वायु चक्र से शुद्ध कार्य उत्पादन केवल एक प्रभाव को देखते हुए सब कुछ गलत है WnetFA area 1 2 3 4 1 केवल भिन्नता विशेष रूप से तापमान है जो हम यहां प्राप्त कर रहे हैं जो संबंधित क्षेत्र 1 से शुरू होता है फिर 2 तक चला जाता है फिर हमारे पास 3 है और फिर नीचे 4 तक आ जाएगा और फिर 1 और कौन सा क्षेत्र छोटा है निश्चित रूप से दूसरा क्षेत्र एक है थोड़ा छोटा विशेष रूप से विस्तार की प्रक्रिया बहुत कम दबाव स्तर से शुरू हो रही है जो हमेशा इस से कम वर्कआउट का संकेत देती है इसी तरह अंतिम तापमान का स्तर भी कम है यह 3 चोटी के दबाव और तापमान से मेल खाती है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है आदर्श चक्र द्वारा इंगित चोटी का दबाव और तापमान जो बिंदु 3 से मेल खाता है काफी दूर है तो इस ईंधन वायु चक्र द्वारा बिंदु 3' द्वारा दिए गए विशिष्ट ताप के प्रभाव को देखते हुए क्या भविष्यवाणी की गई है तो यह तापमान के साथ विशिष्ट ऊष्मा में भिन्नता का प्रभाव है लेकिन सवाल यह है कि तापमान के साथ विशेष रूप से भिन्न क्यों होना चाहिए परमाणुओं द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा पर विचार करके एक मोटा जवाब दिया जा सकता है विशिष्ट अणुओं की ऊर्जा से मेल खाती है लेकिन अंदर के अणुओं में बहु परमाणु अणुओं के मामले में परमाणु हो सकते हैं और ऊर्जा का एक हिस्सा भी परमाणुओं में जाता है और जैसे जैसे ऊर्जा स्तर और तापमान स्तर बढ़ता है अणु कंपते रहते हैं और परमाणु और अणु भी कुछ कंपन देते रहते हैं और उनका कंपन स्तर भी बढ़ता रहता है इसलिए जैसा कि हम उच्च तापमान पर जाते हैं परमाणुओं के कंपन को बढ़ाने वाले इस अतिरिक्त कंपन के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो दी गई मात्रा के तापमान में वृद्धि के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा स्वयं अणु द्वारा अवशोषित हो जाएगी इसके लिए इस बढ़ती हुई विशिष्ट ऊष्मा के बारे में एक मोटा स्पष्टीकरण हो सकता है और इसका प्रभाव आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अगला पृथक्करण का प्रभाव है विघटन का प्रभाव रिवर्स रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में बात करता है जो केवल बहुत उच्च तापमान पर हो सकता है जैसे हम जानते हैं कि C O2 → CO2 लेकिन यह सामान्य स्थिति है जब आप बहुत अधिक तापमान पर जाते हैं तो अंदर जाएं CO2 → C O2 यह तब होता है जब तापमान आमतौर पर 1000 0C से परे होता है इसी तरह जल वाष्प भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए टूट सकता है जब तापमान 1300 0C की तरह कुछ को पार कर जाता है और ये दोनों प्रतिक्रियाएं प्रकृति में एंडोथर्मिक हैं यही कारण है कि जब ये प्रतिक्रियाएं होती हैं तो वे इन प्रतिक्रियाओं के होने के लिए आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और इसलिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पृथक्करण की दर बढ़ती रहती है और जो ऊर्जा हमारे पास है उसी से अवशोषित हो जाती है जिससे कुल प्रणाली का तापमान कम हो जाता है तदनुसार यह सिस्टम प्रदर्शन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है इसे देखो संपीड़न प्रक्रिया के दौरान आम तौर पर तापमान काफी कम होता है संपीड़न का अंत इस तापमान में किसी भी प्रकार के विघटन का कारण बनता है दहन या ऊष्मा जोड़ प्रक्रिया के दौरान विघटन चित्र में आता है और जैसा कि हम बिंदु 2 3 से आगे बढ़ते हैं शायद यहाँ एक बिंदु है यदि पृथक्करण आरंभ होने के लिए शुरू होता है तो यह कुल तापमान में वृद्धि को प्रतिबंधित करेगा क्योंकि जो कुछ भी ऊष्मा जोड़ी जा रही है वह आसपास के स्रोत से होती है या उष्मा की मात्रा जो दहन के कारण उत्पन्न होती है जो फिर से इस एंडोथर्मिक पृथक्करण प्रतिक्रिया के कारण अवशोषित हो जाएगी और इसलिए अंतिम तापमान कुछ 3' तक ही सीमित रहेगा तो फिर से पृथक्करण का प्रभाव तापमान को कम करना है यहां याद रखें कि इस बिंदु 2 की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है पृथक्करण संबद्ध संपीड़न प्रक्रिया नहीं है जो मुख्य रूप से इस दहन प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है और इस वजह से अब आपके विस्तार में कुछ ऐसा होगा कि एक बिंदु 4' पर जाने के लिए एक लाइन का अनुसरण करना पड़ेगा लेकिन विपरीत प्रभाव पिछले मामले की तरह ही हम यहां भी विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं जैसा कि तापमान को विस्तार की प्रक्रिया में नीचे आना है फिर से पृथक्करण का यह उत्पाद CO NO2 है जो वहां पुनः CO2 बनाता है और यह प्रतिक्रिया एग्जॉथर्मिक है कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो यह रेखा थोड़ा विचलित हो सकती है और फिर यह किसी बिंदु 4' पर समाप्त हो जाएगा लेकिन वास्तव में पृथक्करण उत्पादों के इस पुनर्संयोजन से जो आम तौर पर विस्तार प्रक्रिया के अंत की ओर होता है और उस समय दबाव का स्तर चक्र प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए बहुत कम होता है तो फिर से अगर हम सैद्धांतिक चक्र से शुद्ध कार्य उत्पादन के बारे में बात करते हैं जो 1 2 3 4 1 क्षेत्र से मेल खाती है Wnettharea 1 2 3 4 1 जबकि नेटवर्क उत्पादन केवल पृथक्करण के प्रभाव को देखते हुए ईंधन वायु चक्र द्वारा भविष्यवाणी की गई थी तब यह क्षेत्र 1 और 2 के अनुरूप होगा और दोनों बदल नहीं रहे हैं 3 3' तक नीचे आ गए हैं 4 4" और 1 तक चला गया है WnetFAarea 1 2 3 4 1 और यह क्षेत्र निश्चित रूप से काफी छोटा है यदि हमारे पास वास्तविक ईंधन वायु चक्र या ईंधन वायु चक्र के लिए आपका हैचेड क्षेत्र है तो विच्छेदन के प्रभाव पर विचार करना बहुत अधिक है अभी भी कुछ मात्रा में क्षेत्र बचा है इसलिए कुल कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण कमी है तो पृथक्करण का प्रभाव कुल कार्य आउटपुट को कम करना है और चक्र के अधिकतम दबाव और तापमान को कम करना है हम यह भी सोच सकते हैं कि हमने कार्नोट चक्र के संयोजन में क्या उल्लेख किया है तापीय क्षमता बढ़ाने के लिए हमें ऊष्मा का तापमान अधिक होना चाहिए और चूंकि यह अधिकतम चक्र तापमान कम कर रहा है इसलिए ऊष्मा के अतिरिक्त तापमान में कमी आ रही है जिससे थर्मल दक्षता पृथक्करण का प्रभाव वास्तव में स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण के अनुसार सबसे मजबूत होता है यहां हमने बड़े ईंधन या बिजली उत्पादन को उसी वायु ईंधन अनुपात के लिए प्लॉट किया है जो सामान्य हाइड्रोकार्बन के लिए 14 से 16 की सीमा में है इसलिए हम देख सकते हैं कि स्टोसिइकोमेट्रिक मिश्रण के लिए पृथक्करण का प्रभाव सबसे मजबूत है यह काली बिंदीदार रेखा है मैं इस रेखा के बारे में बात कर रहा हूं यह रेखा वायु ईंधन अनुपात के साथ ब्रेक पावर आउटपुट भिन्नता से मेल खाती है और हम स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण ऊर्ध्वाधर बिंदीदार रेखा के अनुरूप अधिकतम उत्पादन प्राप्त करते हैं और पृथक्करण की उपस्थिति के कारण जो लाल रेखा द्वारा दिखाया गया है आप डिसोशियेशन के प्रभाव को स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण के लिए सबसे मजबूत देख सकते हैं क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण उच्चतम तापमान का उत्पादन करता है इसलिए इस दिशा में वायु ईंधन अनुपात बढ़ रहा है इसलिए हम यहां एक लीन मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं और यह लीन मिश्रण हवा अधिक ईंधन कम है इसलिए दहन के दौरान निकलने वाली कुल ऊर्जा कम है तो जो अधिकतम तापमान पैदा किया जा सकता है वह भी इतना है कि पृथक्करण प्रभाव कम होता है इसी तरह जब वायु ईंधन का अनुपात कम हो जाता है जो कि समृद्ध मिश्रणों की ओर बढ़ रहा है तो इस मामले में ईंधन अधिक है लेकिन हवा कम है इसलिए यहां अधूरा दहन होने की अधिक संभावना है अपूर्ण दहन का मतलब दहन उत्पाद है जिसमें पहले से ही CO और O2 जैसे शब्द मौजूद हैं और इन उत्पादों की उपस्थिति विघटन की दर या विघटन की संभावना को कम करती है तो फिर समृद्ध मिश्रण के लिए विघटन का प्रभाव कम होता है तो विघटन स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण के लिए सबसे मजबूत है इसी तरह हम अधिकतम तापमान भी देख सकते हैं यह आपका अधिकतम तापमान है और इस चीज को समृद्धि की डिग्री कहा जा सकता है यहाँ शून्य स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण से मेल खाता है और इससे अधिक कुछ भी रिच मिक्सर है इससे कम यह लीन मिश्रण है तो आप यह भी कह सकते हैं कि यह कुछ हद तक समतुल्य अनुपात के समान है क्योंकि समतुल्य अनुपात के मामले में ϕ 1 स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण से मेल खाता है ϕ 1 हमने समृद्ध मिश्रण के बारे में बात की तो यह लगभग ϕ 1 जैसा कुछ है तो आप फिर से देख सकते हैं जब कोई पृथक्करण नहीं है यह उच्चतम तापमान है हालांकि पृथक्करण की उपस्थिति में अंतिम चक्र तापमान में 300 से 400 K की कमी जैसी कुछ की सीमा में परिवर्तन होता है अनुरूप संबंध चक्र के दबाव में भी होगा और इसलिए हम चक्र की दक्षता और आउटपुट दृष्टिकोण में खो सकते हैं अंतिम प्रभाव में अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है अब आप सोच रहे होंगे कि अणुओं की संख्या का क्या प्रभाव हो सकता है अब प्रभाव स्थिति के आदर्श गैस समीकरण से आता है आदर्श गैस समीकरण के बारे में सोचें जो बताता है PVmRTnṜT जहां n अणुओं की संख्या है R bar सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है इसलिए हम लिख सकते हैं PnṜTV अब किसी दिए गए आयतन और तापमान के लिए R bar सार्वभौमिक स्थिर है यह अणुओं की संख्या और वहां मौजूद मोल्स की संख्या के लिए सीधे आनुपातिक है और इसलिए यदि मोल्स की संख्या बढ़ेगी तो दबाव बढ़ जाता है और यदि मोल्स की संख्या घटेगी दबाव कम हो जाएगा जिससे काम का आउटपुट प्रभावित होगा मानक रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में सोचें जैसे अगर हम कहते हैं CH4 2O2 → CO 2 2H2O वह जिसे हम पहले मानते थे अब अभिकारक पक्ष पर आपके पास कितने मोल्स हैं 123 मोल्स के बराबर होते है उत्पाद पक्ष पर 123 मोल्स के बराबर होते है इसलिए प्रतिक्रिया के कारण अणुओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है यानी वे संतुलन में हैं अब एक और भी सरल प्रतिक्रिया C O2 → CO2 अब अभिकारक की तरफ आपके कितने मोल्स हो सकते हैं 11 2 जबकि हमारे पास इस तरफ केवल एक है और दूसरा आम उदाहरण 2H2 O2 → 2H2O अभिकारक पक्ष पर हमारे पास 21 है जो 3 है और उत्पाद पक्ष पर आपके पास 2 है तो इस रसायन के कारण क्या हो रहा है उत्पाद पक्ष पर मोल्स की संख्या जो वास्तव में कम हो रही है और जैसे मोल्स की संख्या इस चीज को कम कर रही है उसे आणविक संकुचन कहा जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण मोल्स की संख्या कम हो जाती है या कुल द्रव्यमान की कुल मात्रा आप कह सकते हैं कि अनुबंधित हो रहा है या मुझे मोल के अर्थ में द्रव्यमान नहीं कहना चाहिए जो संकुचित हो रहा है और जैसा कि यह मोल्स की संख्या को कम कर रहा है इसलिए सिलेंडर के अंदर दबाव भी कम हो जाएगा एक विशिष्ट उदाहरण के साथ आसपास के अन्य तरीकों से C8H18 O2 → 8CO2 9 H2O तो ऑक्सीजन के कितने मोल की आवश्यकता होगी फिर हमारे पास अभिकारक पक्ष पर कितने मोल्स हैं हमारे पास 1125 यानी 135 मोल्स हैं फिर उत्पाद पक्ष में हमारे पास कितने मोल्स होते हैं हमारे पास 8 9 हैं यानी 17 मोल्स होते है तो इस मामले में मोल्स की संख्या बढ़ रही है यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के कारण अधिक संख्या में मोल्स का उत्पादन होता है और यह आणविक विस्तार का एक उदाहरण है मोल्स की संख्या बढ़ गई तदनुसार सिलेंडर के अंदर दबाव भी बढ़ने वाला है तो अणुओं की संख्या में इस जोड़ के कारण सिस्टम का दबाव सीधे कुल उत्पादन को प्रभावित करने में बदल सकता है तो ये चार कारक हैं जो मुख्य रूप से इंजन के आदर्श चक्र के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं और ये चार कारक हैं जो आप ईंधन वायु चक्र के मामले में ध्यान में रखते हैं यदि आप उनके प्रभाव को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं यदि आप सिर्फ एक संक्षिप्त प्रभाव लेते हैं तो हम निश्चित रूप से उनमें से प्रत्येक पर अलग से चर्चा करते हैं लेकिन पृथक्करण का प्रभाव और एडिशन का प्रभाव विशेष रूप से तापमान कम या ज्यादा होता है चक्र के चरम दबाव और तापमान को कम करने और इस तरह चक्र के शुद्ध कार्य उत्पादन को कम करने के लिए अणुओं की संख्या में भिन्नता का प्रभाव सिस्टम के दबाव को प्रभावित करना है जबकि गैस संरचना में परिवर्तन इस के रासायनिक गुणों को प्रभावित कर सकता है मैं आज छोटे संख्यात्मक अभ्यास के साथ व्याख्यान को समाप्त करना चाहता हूं यहाँ सिर्फ प्रश्न पढ़ें ओटो चक्र की दक्षता पर 8 का संपीड़न अनुपात होने पर क्या प्रभाव पड़ता है cv ऑपरेशन के दौरान 16 बढ़ जाता है जो 14 के बराबर है केवल विशिष्ट ऊष्मा की भिन्नता जिस पर हमें cv के साथ k की भिन्नता पर विचार करना होगा जिसे आप चक्र दक्षता प्राप्त करने के लिए मानते हैं अब ओटो चक्र के लिए हम जानते हैं कि thotto1 1rk 1 यह दिया गया है कि R 8 k 14 इसलिए यदि आप इसे वहां रखते हैं तो आदर्श स्थिति के तहत दक्षता मे कोई भिन्नता विनिर्देश नहीं है यह 0565 या 565 होना चाहिए लेकिन cv में भिन्नता है तो हम कैसे ध्यान रखें कि हम जानते हैं kcpcv अर्थात् k 1cp cvcvRcv अतः 1 1r Rcv1 r Rcv हम इस η को cv से संबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये दी गई जानकारी हैं और इसीलिए हमने k को cv के संदर्भ में संशोधित किया है और जानते हैं कि R एक स्थिरांक है r भी एक स्थिर है इसलिए 1 r Rcv या हम इसे सरल बनाने के लिए दोनों ओर लॉग ले रहे हैं ln ln अब हम दोनों को अलग कर रहे हैं तो आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं d Rcv2ln dcv और इस पक्ष में जो शब्द वेरिएबल cv है केवल इसलिए कि R और r दोनों स्थिरांक हैं इस तरफ सब कुछ लेना जो हमारे पास हो सकता है d ln dcvcv अतः ln dcvcv यह दिया गया है कि cv 16 बढ़ जाता है और मेरे पास ऋण चिह्न भी है ठीक है तो यह cv 16 बढ़ जाता है यह dcv cv है यह 16 है या आप 0016 कह सकते हैं हमारे पास पहले से ही k है हमारे पास r है और η की गणना 0565 है यदि आप सब कुछ डालते हैं तो आप इसे −1025 प्राप्त करने जा रहे हैं जो ऑपरेशन के दौरान विशिष्ट ऊष्मा में केवल 16 भिन्नता है जो अंतिम थर्मल दक्षता में 1 से अधिक कमी का कारण बनता है यह फिर से केवल विशिष्ट ऊष्मा पर विचार कर रहा है एक बहुत ही सरल विश्लेषण बताता है कि विशिष्ट ऊष्मा कैसे भिन्न होती है यह चक्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है हम अपने अगले व्याख्यान में कुछ इसी तरह की समस्याओं को हल कर रहे हैं और फिर हम उन नुकसानों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमने ईंधन वायु चक्र और वाल्व समय आरेख को परभी विचार नहीं किया है इसलिए बस आज के अवलोकन को संक्षेप में प्रस्तुत करना है हमने वायु मानक कार्यों व्यावहारिक कारकों की सीमाओं के बारे में चर्चा की है जिन्हें आप हवा से बाहर कर रहे हैं तब ईंधन वायु चक्र शुरू किया गया था और चार कारक जिसमें विभिन्न चक्र शामिल हैं सिलेंडर गैस की संरचना का प्रभाव विशिष्ट ताप का तापमान निर्भरता पृथक्करण का प्रभाव और अणुओं की संख्या में भिन्नता के प्रभाव पर चर्चा की गई है इसलिए इस ईंधन वायु चक्र पर हम वास्तविक चक्र प्रभाव और अगले व्याख्यान में वाल्व समय आरेख भी जोड़ रहे हैं तब तक आप कृपया इस व्याख्यान को संशोधित करें और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे लिखें धन्यवाद